पिछली क्लास में हम कोहेरेंट सोर्स के बारे में डिसकस कर रहे थे इंटरफेरेंस के लिए ये बहुत इम्पोर्टेन्ट है अन्यथा हम इंटरफेरेंस इफ़ेक्ट नहीं देख सकेंगे सोर्स टेम्पोरल कोहेरेंट और स्पेसिअल कोहेरेंट होना चाहिए एक ही सोर्स से कैसे कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं हमें दो सोर्सेज बनाने पड़ेंगे कैसे बनाएं दो तरीके हैं एक है वेव फ्रंट डिवीज़न और दूसरा है एम्प्लीट्यूड डिवीज़न इन्हें करने के कई तरीके हैं अब हम डिसकस करेंगे कि कैसे हम अपनी लैब में कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं यह पहला कोहेरेंट सोर्स बनाकर एक्सपेरिमेंट दिखाया था यह वेव फ्रंट स्प्लिटिंग आधारित इंटरफेरेंस है यह बहुत प्रसिद्ध यंगस एक्सपेरिमेंट है इसमें हमारे पास एक सिंगल सोर्स है और एक स्क्रीन है दो पिन होलस के साथ सोर्स एस से लाइट स्क्रीन पर गिरती है और अब ये दो पिन होल दो सोर्स के रूप में काम करेंगे जो एक सिंगल सोर्स से बनाए गए हैं जैसे की इसके वेव फ्रंट के दो पार्ट्स हो गए हों इन दो सोर्सेज एस वन और एस टू से हमें वेव फ्रंट एस वन और वेव फ्रंट एस टू मिलेगा ये इंटरफेयर करेंगे स्क्रीन पर इंटरफेयर की पोजीशन पर निर्भर डिपेंड करते हुए हम दोनों के बीच में फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं यह दो वेव्स यहाँ आ रही हैं ये दो सोर्सेज एस वन और एस टू से आ रही है परन्तु ये दो सोर्सेज एक सिंगल सोर्स से जेनेरेट किये हैं तो हम आशा करते हैं की ये कोहेरेंट सोर्स होंगे जैसा कि मैंने बताया यह आइडियल सिचुएशन से डेविएट करेगा इसी कारण दो सोर्सेज एस वन और एस टू के बीच की दूरी की लिमिटेशन है सोर्स का साइज स्क्रीन से दूरी जहाँ हम ऑब्ज़र्व करेंगे सब की लिमिटेशन है परन्तु हमें यह लिमिटेशन जाननी होगी और हमें सब कुछ इस प्रकार चुनना है कि यह कोहेरेंट की कंडीशन सटिस्फाय करे यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर दो सोर्सेज की दूरी स्माल डी और स्क्रीन की दूरी कैपिटल डी लेते हैं तो हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं फ्रिंज बनने की कंडीशन होगी एक्स स्माल डी बाई कैपिटल डी इक्वल टू एम् लैम्डा ब्राइट के लिए और एम् प्लस हाफ लैम्डा डार्क फ्रिंज के लिए और फ्रिंज विड्थ बीटा होगी कैपिटल डी बाई स्माल डी इनटू लैम्डा यह एक्सपेरिमेंट किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंग्थ निकालने के लिए उपयोग किया जा सकता है अगर मैं वेवलेंग्थ निकालना चाहूँ तो लैम्डा होगा स्माल डी बाई कैपिटल डी इनटू बीटा इसके लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी इस केस में स्माल डी और कैपिटल डी बहुत आसानी से नाप सकते हैं क्यूंकि स्क्रीन पर दो पिन होल की दूरी स्माल डी मिलीमीटर में होगी और कैपिटल डी सोर्स से स्क्रीन की दूरी सेंटीमीटर में होगी केवल हमें फ्रिंज विड्थ नापना हैं जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देगी स्माल डी और कैपिटल डी को नापने के लिए हमें स्केल उपयोग करना होगा और फ्रिंज विड्थ क्यूंकि खाली आँखों से दिखाई नहीं देती उसे नापने के लिए हमें ट्रैवेलिंग माइक्रोस्कोप उपयोग करना होगा इससे हमें मैग्नीफाइड इमेज दिखेगी और इसमें स्केल भी हैं जिससे फ्रिंज विड्थ नाप सकते हैं हम अलग अलग डार्क फ्रिंज की पोजीशन की रीडिंग लेकर फ्रिंज विड्थ बीटा निकल सकते हैं यह इंटरफेरोमीटर इंटरफेरेंस की एप्लीकेशन हैं इस मेथड का उपयोग कर यह इंटरफेरेंस का अरेंजमेंट है इस एक्सपेरिमेंट से हम लाइट की वेवलेंग्थ निकाल सकते हैं यंगस एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस आधारित पहला एक्सपेरिमेंट हैं कई अन्य वैज्ञानिकों ने भी इसी प्रकार के परन्तु भिन्न तकनीक से एक्सपेरिमेंट करने की कोशिस की है अगला है फ्रेशनल्स बाईप्रिज्म यह एक ही सोर्स से कोहेरेंट सोर्स बनाने की एक और विधि है यह बाईप्रिज्म है इसमें दो प्रिज्म हैं यह एक प्रिज्म है और यह दूसरा ये दोनों प्रिज्म एक साथ हैं इसी कारण इसे बाई प्रिज्म कहते हैं अगर सोर्स इस एक्सिस पर यहाँ रखते हैं ये एक्सिस पर दूसरी जगह भी रखा जा सकता है अगर हम सोर्स और प्रिज्म के सेंट्रल एज को एक लाइन से जोड़ते हैं यह स्क्रीन पर परपेंडिकुलर कट करेगी यह सेंट्रल पॉइंट होगा यदि हम कंसीडर करें कि इस पॉइंट सोर्स से लाइट प्रिज्म पर यहाँ गिर रही है एक लाइट इस ओर रेफ्रेक्ट हो रही है और दूसरी दूसरी ओर जानते हैं कि ये दो प्रिज्म जैसा है एक प्रिज्म से लाइट इस ओर रेफ्रेक्ट होती हैं दूसरे प्रिज्म से दूसरी ओर अगर हम इन्हें पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं तो हम देखेंगे कि ऐसा लगता है कि लाइट इस पॉइंट से आ रही है इसी प्रकार दूसरे प्रिज्म से भी पीछे की ओर एक पॉइंट से आती प्रतीत होती है मान लेते हैं कि ये दोनों लाइट्स पॉइंट एस वन और एस टू से आ रही हैं ये दोनों पॉइंट सोर्स वर्चुअल लाइट सोर्स हैं यह बाई प्रिज्म एक सोर्स से दो लाइट सोर्स बना रहा है अब हम संतुस्ट हैं कि हमें दो लाइट सोर्स मिल गए हैं यह चाहे फ्रेसनेलस बाई प्रिज्म से हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे जो हम अभी देख रहे हैं हमारे पास दो सोर्सेज एस वन और एस टू हैं ये कैसे बने हमने डेस्क्राइब किया इन वर्चुअल सोर्सेज के बीच की दूरी है स्माल डी और स्क्रीन की दूरी है कैपिटल डी और अगर हम पॉइंट पी पर देख रहे हैं मान लें कि यहाँ एनथ डार्क फ्रिंज ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हम यह जानते हैं कि एक्स एन दूरी कैपिटल डी बाई स्माल डी इनटू लैम्डा है राइट यह सेंट्रल फ्रिंज से दूरी है जीरोथ फ्रिंज मतलब सेंट्रल से एनथ फ्रिंज की दूरी यह डार्क या ब्राइट कुछ भी हो सकती है इसकी कंडीशन हमें रखनी है कि पाथ डिफरेंस एन प्लस हाफ लैम्डा है या एन लैम्डा है कुछ भी हो यह फ्रिंज विड्थ है यह बिलकुल समान है केवल फर्क यही है कि दो कोहेरेंट सोर्सेज भिन्न विधि से बनाये गए इसी प्रकार एक और विधि उपयोग की जाती है वह है फ्रेसनेलस डबल मिरर अगर यह एक मिरर है एम वन और यह दूसरा है एम टू यहां एक सोर्स है एक रे किरण यहाँ गिरती है इस मिरर पर और दूसरी रे इस दूसरे मिरर पर इस मिरर से इस प्रकार रिफ्लेक्ट होगी और दूसरे से ऐसे एक समान सोर्स से दो वेव्स दो मिरर पर गिर रही हैं यह दो मिरर एक एंगल बनाते हुए रखे हैं और यहाँ इस पॉइंट पर मिलते हैं कंसीडर करें की ये दो रेज़ दोनों मिरर पर गिरती हैं अगर हम दोनों रेफ्लेक्टेड रेज़ को पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं तो वहाँ दोनों सोर्सेज की इमेज होगी यह साफ़ है की यह मिरर हैं यह ऑब्जेक्ट सोर्स है और पीछे की ओर इमेजेज हैं यह मिरर से इमेज की परपेंडिकुलर दूरी है और यह मिरर से सोर्स की दूरी है ये दोनों बराबर हैं मैं मिरर पर एक परपेंडिकुलर बनाता हूँ और यह एक रेफ्लेक्टेड रे है अगर मैं इन दोनों को पीछे की ओर एक्सटेंड करता हूँ ये यहाँ क्रॉस करेंगी यह सोर्स एस की मिरर वन में इमेज एस वन हैं और इसी प्रकार एस टू होगी मिरर टू में इस अरेंजमेंट के साथ हमारे पास दो वर्चुअल सोर्सेज एस वन और एस टू हैं जो एक ही सोर्स से बने हैं अब यह स्माल डी है और यह कैपिटल डी है और स्क्रीन यहाँ है ये रेफ्लेक्टेड रेज़ आ रही हैं और ये स्क्रीन पर इस पॉइंट पर मिल रही हैं ये इंटरफेयर करेंगी और इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगी उनकी फ्रिंज विड्थ होगी कैपिटल डी बाई स्माल डी इनटू लैम्डा फ्रिंज विड्थ स्माल डी और कैपिटल डी नाप कर हम लैम्डा वेवलेंग्थ निकाल सकते हैं दोनों वर्चुअल सोर्सेज के बीच की दूरी हम पता कर सकते हैं केवल फर्क यही है की यहाँ हम वर्चुअल कोहेरेंट सोर्स बना रहे हैं अभी तक हमने फ्रेसनेलस बाईप्रिज्म फ्रेसनेलस डबल मिरर और यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिसकस किया हमने देखा कि दो सोर्सेज के बीच की दूरी स्माल डी है स्क्रीन की दूरी कैपिटल डी है फिर फ्रिंज विड्थ का वही रिलेशन हम देखते हैं और एक और पॉइंट हैं जो मुझे बताना चाहिए कि यह सेंट्रल पॉइंट है जहाँ लाइट इन दो सोर्सेज से आती है इस पॉइंट पर इनका पाथ डिफरेंस जीरो होगा यहाँ हमें सेंट्रल फ्रिंज मिलेगी और ऊपर की ओर फर्स्ट आर्डर सेकंड आर्डर थर्ड आर्डर की फ्रिंजेस मिलेंगी और नीचे ओर भी फर्स्ट आर्डर सेकंड आर्डर थर्ड आर्डर की फ्रिंजेस मिलेंगी सभी के लिए जो भी हमने डिसकस किये हों फ्रेसनेल बाई प्रिज्म फ्रेसनेलस डबल मिरर और यंग स एक्सपेरिमेंट सभी केसेस में सेंटर में हमें एक फ्रिंज मिलती है एक एक्सेप्शनल मेथड है लॉयड स मिरर लॉयड स मिरर में हम एक ही मिरर का उपयोग करते हैं यह सोर्स एस हैं यह स्क्रीन की पोजीशन है यहाँ हम मिरर रख देते हैं इस मिरर में सोर्स एस की इमेज बनेगी एस वन ऐसे लगेगा कि रेफ्लेक्टेड लाइट एस वन से आ रही है और सोर्स एस की पोजीशन भी ऐसे चुनेंगे की इसकी डायरेक्ट लाइट भी स्क्रीन पर आए ये दोनों लाइट स्क्रीन पर ओवरलैप करेंगी इस केस में एक रियल सोर्स है और दूसरा वर्चुअल जो की उसी सोर्स से बना है ये दोनों कोहेरेंट हैं और हम इनका इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पर देखेंगे यहाँ सेंटर पर जीरोथ आर्डर फ्रिंज बनेगी यह डार्क होगी पहले तीन केसेस जैसा नहीं होगा यह क्यों हुआ यह इसी कारण हुआ क्यूंकि एक लाइट तो डायरेक्ट सोर्स से आ रही है और दूसरी लाइट मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद आ रही है रिफ्लेक्शन के कारण लाइट का फेज अपोजिट हो जाएगा यह हमेशा नहीं होता यह केवल तब होता है जब लाइट रेअरर से डेंसर मीडियम की ओर जाते हुए रिफ्लेक्शन हो मतलब लाइट रेअरर मीडियम से आ रही हो और डेंसर मीडियम पर गिरती हो अगर यह रिफ्लेक्शन करती है तो पाई का एक अब्रप्ट फेज चेंज होगा इसके विपरीत अगर लाइट डेंसर मीडियम से आ रही है और डेंसर और रेअरर मीडियम के इंटरफ़ेस से डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट होती है तो इस केस में कोई फेज चेंज नहीं होगा हमें याद रखना होगा बेसक ऐसा होने का कारण है मैं यहाँ उसे डिस्कस नहीं करूँगा हमें याद रखना होगा इन रेफ्लेक्टेड वेव्स का अडिशनल फेज चेंज होगा पाई मतलब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू तो कोई भी कंडीशन हो जैसे कि डार्क की कंडीशन है पाथ डिफरेंस एन प्लस हाफ लैम्डा बाई टू अब एडिशनल लैम्डा बाई टू अगर इसमें ऐड करेंगे तो यह फिर से एन लैम्डा हो जाएगा तो डार्क वाला पाथ डिफरेंस ब्राइट का हो जाएगा अगर ब्राइट की कंडीशन है तो अब यह कंडीशन डार्क की बन जाएगी इसी कारण सेंट्रल फ्रिंज हमें डार्क मिलती है परन्तु दुर्भाग्य से इस केस में ओवरलैपिंग के कारण हमें सेंट्रल फ्रिंज नहीं दिखाई देती यह मिरर के एक्सट्रीम एन्ड से है इससे नीचे हमें रेफ्लेक्टेड वेव नहीं मिलेगी यह इसके और एक्सट्रीम एन्ड के बीच में मिलेगी हमें इन दो के बीच में रेफ्लेक्टेड वेव और डायरेक्ट वेव्स मिलेंगी डायरेक्ट रेज़ इसके और इस साइड के बीच में आएंगी रेफ्लेक्टेड और डायरेक्ट रेज़ इस रीजन में ओवरलैप करेंगी केवल इसी रीजन में क्यूंकि ये रेफ्लेक्टेड रेज़ यहीं तक लिमिटेड हैं जबकि डायरेक्ट रेज़ हमें ब्रॉडर रेंज में मिल रही हैं हम इंटरफेरेंस केवल ओवरलैपिंग रीजन में ही देखेंगे हम इंटरफेरेंस पैटर्न इस पॉइंट से ऊपर ही देखेंगे इसी कारण हमें सेंट्रल फ्रिंज नहीं दिखाई देगा यह दूसरे सोर्सेज से बिलकुल अलग है और इसी कारण बहुत रोचक है ब्राइट और डार्क की कंडीशंस एक्सचेंज हो गई हैं और भी बहुत सारी विधि हैं कोहेरेंट सोर्सेज बनाने की परन्तु ये साधारण विधियां हैं जो हम लैब में इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट करने के लिए उपयोग करते हैं अब हम एम्प्लीट्यूड स्प्लिटिंग इंटरफेरेंस डिसकस करेंगे अभी तक हमने वेव फ्रंट स्प्लिटिंग विधि द्वारा इंटरफेरेंस डिस्कस किया था अब यह एम्प्लीट्यूड स्प्लिटिंग इंटरफेरेंस है इस केस में मैंने लिखा है डबल बीम इंटरफेरेंस और मल्टी बीम इंटरफेरेंस यह डबल बीम इंटरफेरेंस हो सकता है यह मल्टी बीम इंटरफेरेंस भी हो सकता है इस केस में भी हम फ्रिंजेस देखते हैं ये दो प्रकार के होते हैं फ्रिंज ऑफ़ इक्वल इंक्लिनेशन और फ्रिंजेस ऑफ़ इक्वल थिकनेस मैं कुछ केसेस डिस्कस करूँगा जिनमे हम एम्प्लीट्यूड स्प्लिटिंग इंटरफेरेंस देखेंगे यह या तो डबल बीम इंटरफेरेंस है या मल्टी बीम इंटरफेरेंस और यह या तो फ्रिंजेस ऑफ़ इक्वल इंक्लिनेशन होगा या फ्रिंजेस ऑफ़ इक्वल थिकनेस होगा हम इस डिस्कशन से समझेंगे कि अगर हम थिन फिल्म लेते हैं मतलब थिकनेस बहुत कम है एक सोर्स यहाँ है यह लाइट आ रही है और एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है और दूसरा पार्ट ट्रांसमिट या रेफ्रेक्ट हो जाएगा यह स्प्लिटिंग ऑफ़ एम्प्लीट्यूड है अब यह इस सरफेस से वापिस रिफ्लेक्ट हो रहा है और यह इस सरफेस से पास हो रहा है हमें एक ही बीम से दो बीम्स मिल रही हैं दो रेफ्लेक्टेड बीम एक ऊपर वाले सरफेस इस रिफ्लेक्ट हो रही है और दूसरी नीचे वाले सरफेस से इन रेज़ में पाथ डिफरेंस होगा क्यूंकि इनमें से एक थिन फिल्म में से अडिशनल पाथ ट्रेवल करती है अगर हम एक नार्मल ड्रा करे इसके बाद वाला पाथ इक्वल है पाथ डिफरेंस होगा एबी प्लस बीसी इन टू मयू माइनस एडी मयू थिन फिल्म का रेफ्रेक्टिवे इंडेक्स है अगर इंसिडेंट एंगल थीटा है रिफ्रक्शन एंगल भी हम थीटा कंसीडर करते हैं क्यूंकि थिन फिल्म की थिकनेस बहुत कम है ज्योमेट्री से हम निकाल सकते है कि पाथ डिफरेंस टू मयू डी कोस थीटा होगा थीटा क्या है थीटा इंसिडेंट एंगल है इस सोर्स से बहुत सारी रेज़ थिन फिल्म पर गिरेंगी परन्तु सभी के अलग अलग इंसिडेंट एंगल होंगे और इन सभी के केस में थिन फिल्म की थिकनेस डी एक समान रहेगी परन्तु थीटा अलग होगा एक ही थीटा एंगल के लिए ये एक कोन भी हो सकता है एक सर्किल में समान इंक्लिनेशन होगा और उस सर्किल में पाथ डिफरेंस भी कांस्टेंट होगा हमें फ्रिंज मिलेंगीडार्क या ब्राइट यह पाथ डिफरेंस पर निर्भर करेगा अलग अलग एंगल्स के लिए अलग अलग सर्किल होंगे और अलग अलग आर्डर की फ्रिंजेस मिलेंगी इसी कारण यह फ्रिंजेस ऑफ़ इक्वल इंक्लिनेशन कहलाती हैं क्यूंकि यहाँ थिकनेस समान रहती है डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस होगा एम लैम्डा और ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस टू म्यू डी कोस थीटा होगा एम प्लस हाफ लैम्डा यहाँ हमने थिन फिल्म से इंटरफेरेंस होते हुए देखा जहाँ थिकनेस समान थी और फ्रिंज हम एक ही इंक्लिनेशन एंगल पर देख रहे थे इसी कारण यह फ्रिंजेस ऑफ़ इक्वल इंक्लिनेशन कहलाती हैं हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों यह फ्रिंज ऑफ़ इक्वल इंक्लिनेशन कहलाती हैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक्सटेंडेड सोर्स की आवश्यकता होती है एक पॉइंट सोर्स से लाइट फिल्म के एक छोटे भाग पर आएगी एक्सटेंडेड सोर्स से जो कि लेंस से या एक स्क्रीन से पास होते हुवे आएगी और फिल्म के एक बड़े भाग पर फ़ैल जाएगी इस कारण हमें एम्प्लीट्यूड डिवीज़न इंटरफेरेंस के लिए एक्सटेंडेड सोर्स चाहिए लगभग सभी केसेस में एक्सटेंडेड सोर्स ही इस्तेमाल किये जाते हैं समान थिकनेस की फ्रिंजेस या फ्रिंजेस ऑफ़ इक्वल थिकनेस वैज आकर की फिल्म यह बहुत अच्छा उदाहरण हैं इक्वल थिकनेस के लिए वैज आकर की फिल्म में दो प्लेट्स या सरफेस इनक्लाइंड होते हैं यहाँ मैंने ड्रा किया है यह एक सरफेस हैं यह एक लाइन से दर्शाया है और दूसरे सरफेस को इस दूसरी लाइन से अगर ये अल्फा एंगल पर इनक्लाइंड हैं प्रत्येक पॉइंट पर अलग अलग एंगल से लाइट गिरेगी अगर हम कंसीडर करते हैं कि इस पर पैरेलल लाइट सोर्स से लाइट गिर रही है मतलब सभी रेज़ समान एंगल पर हैं यह टॉप सरफेस से रिफ्लेक्ट कर रही हैं और ये बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्ट कर रही हैं एक्सटेंडेड सोर्स की प्रत्येक रे से हमें दो रेफ्लेक्टेड रेज़ मिलेंगी एक टॉप सरफेस से और दूसरी बॉटम से इस केस में फेज डिफरेंस इस पॉइंट पर थिकनेस पर डिपेंड करेगा निर्भर करेगा और पाथ डिफरेंस टू म्यू डी कोस थीटा होगा एम या एम लैम्डा या एम प्लस हाफ लैम्डा इसमें अगर थीटा जीरो है तो पाथ डिफरेंस होगा टू म्यू डी बराबर एम लैम्डा यहाँ पाथ डिफरेंस है एम लैम्डा यह कंडीशन हैं डार्क फ्रिंजेस की इसका मतलब है किसी एक रे में अडिशनल फेज डिफरेंस पाई आ गया है यह वैज फिल्म एयर फिल्म नहीं है यह ग्लास फिल्म है जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बाहर से ज्यादा है टॉप सरफेस से रेफ्लेक्टेड रेज़ में अब्रप्ट फेज चेंज पाई आ जाता है इस बॉटम सरफेस से यह नहीं होगा क्यूंकि यह डेंसर है और यह रेयर मीडियम है यह इंटरफ़ेस डेंसर रेअर है और यह इंटरफ़ेस रेअर डेंसर है एक केस में पाई फेज चेंज होगा और दूसरे केस में कोई पाई फेज चेंज नहीं होगा यह उदाहरण है जिसमें अलग अलग पॉइंट्स पर थिकनेस वैरी करती है अगर इस पॉइंट से रेज़ रिफ्लेक्ट करती हैं यहाँ भी हमें दो रेज़ मिलेंगी ये इंटरफेयर करेंगी यहाँ थिकनेस अलग है तो हमें अलग आर्डर मिलेगा जबकि समान एंगल है सभी रेज़ के लिए कोस थीटा है परन्तु सभी रेज़ के लिए थिकनेस अलग है इसी कारण रेज़ के अलग अलग सेट्स के लिए पाथ डिफरेन्स भी अलग होगा थिकनेस की वेरिएशन के कारण हमें अलग अलग फ्रिंजेस मिलती हैं इसी कारण यह फ्रिंजेस ऑफ़ इक्वल थिकनेस कहलाती हैं इसका क्लासिक उदाहरण है न्यूटंस रिंग एक्सपेरिमेंट यह बहुत प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट है इसमें वैज शेप्ड फिल्म का इस्तेमाल किया है एक प्लेन ग्लास प्लेट पर अगर हम प्लेनो कॉन्वेक्स लैंस रख दें तो प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर के सरफेस और लैंस के नीचे वाले कर्व्ड सरफेस दोनों के बीच में एयरवायु की वैज शेप्ड फिल्म बनती है इसमें सेंटर में जीरो थिकनेस से बाहर की ओर थिकनेस बढ़ती जाती है यहाँ इस पॉइंट पर और दूसरी ओर इस पॉइंट पॉइंट पर थिकनेस समान है हमें कन्सेन्ट्रिक रिंग्स मिलेंगी क्यूंकि थिकनेस बाहर की ओर वैरी कर रही है एक इंक्लिनेशन यहाँ परपेंडिकुलर इंक्लिनेशन के लिए हमें कन्सेन्ट्रिक रिंग्स मिलेंगी यहाँ भी अडिशनल फेज डिफरेंस होगा क्यूंकि एक रे वैज फिल्म के टॉप सरफेस कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है और दूसरी फिल्म में प्रवेश कर बॉटम फ्लैट सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी यह रे जो फ्लैट सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई है यह अधिक पाथ ट्रेवल कर रही है पाथ डिफरेंस होगा टू म्यू डी क्यूंकि नार्मल इन्सिडेन्स के कारण थीटा जीरो है तो कोस थीटा की वैल्यू जीरो पर वन होगी यहाँ दो प्रकार के इंटरफ़ेस हैं जहाँ से दो रेज़ रिफ्लेक्ट हो रही हैं एक केस में फेज डिफरेंस पाई होगा इसी कारण डार्क के लिए फेज पाथ डिफरेंस एम लैम्डा होगा अगर डी जीरो है तो एम जीरो होगा यह सेंट्रल फ्रिंज है यह हमेशा डार्क रहेगी उसके बाद ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट इस प्रकार हमें कन्सेन्ट्रिक रिंग्स मिलेंगी एक और बहुत उपयोगी इंटरफेरोमीटर है माईकलसन इंटरफेरोमीटर यह भी इक्वल थिकनेस का उदाहरण है इसमें ये दो मिरर हैं एम वन और एम टू ये इस प्रकार रखे हैं यह बीम स्प्लिटर है लाइट हाफ सिलवर्ड प्लेट से गुज़र कर एक्सटेंडेड सोर्स में बदलती है और बीम स्प्लिटर पर गिरती है अगर हम केवल एक बीम कंसीडर करें एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और दूसरा रेफ्रेक्ट या ट्रांसमिट मतलब यह एम्प्लीट्यूड डिवीज़न है यह मिरर टू से वापस रिफ्लेक्ट होगी और ट्रांसमिट होकर नीचे की ओर आती है और दूसरी बीम मिरर वन से वापस रिफ्लेक्ट होगी और इस बीम स्प्लिटर से यह नीचे की और रिफ्लेक्ट होगी इस प्रकार मिरर वन और टू से रिफ्लेक्शन से हमें दो रेज़ मिलती हैं अगर यह स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ रेज़ दोबारा ट्रेवल करती हैं और यह समान पाथ है पाथ डिफरेंस होगा टू डी यह डिफरेंस डी है डी वन माइनस डी टू पाथ डिफरेंस टू डी थिकनेस के समान होगा जैसे की कोई यहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहा है की यह पैंतालीस डिग्री पर रखा है इसी कारण यह हो रहा है आब्जर्वर बीम स्प्लिटर से देख रहा है कोई भी लाइट उस मिरर से रिफ्लेक्ट होती हो इसकी मिरर इमेज यहीं पर कहीं होगी डी वन डी टू कुछ भी हो मिरर एम वन की इमेज यहाँ होगी यह डिस्टेंट है डी अब अगर हम यहाँ देखें मान लो यह बीम स्प्लिटर एक मिरर है इसमें हमें सोर्स भी यहाँ पर दिखेगा इसपर एक नार्मल ड्रा करो सोर्स की इमेज यहाँ मिलेगी हम बीम स्प्लिटर से देखते हैं अब सोर्स यहाँ है और सोर्स दूसरे मिरर एम वन डैश से भी रिफ्लेक्ट होगा हमें मिरर एम टू से सोर्स की इमेज दिखाई देगी इसका कोई भी डिस्टेंस हो चलो दूसरा रंग इस्तेमाल करते हैं हमें सोर्स की एक इमेज यहाँ मिलती है और दूसरी यहाँ यह सोर्स एस टू मिरर टू से है और यह मिरर एम वन से जैसे की यह मिरर एम वन और एम टू से सोर्स डिस्टेंस है और यह इमेज डिस्टेंस है अगर मिरर डिस्टेंस डी है तो इमेज डिस्टेंस होगा टू डी इंक्लिनेशन थीटा के कारण यह होगा टू डी कोस थीटा यह समझने के लिए कि यह थीटा कहाँ से आया यह इंक्लिनेशन एंगल है थीटा चलो हम इसे यही छोड़ते हैं यह एक्सपेरिमेंट हम लैब में दिखाएंगे वहाँ हम देखेंगे कि यह कोस थीटा कहाँ से आया एक थिकनेस पर थीटा की वैल्यू अलग अलग होंगी यह माईकलसन इंटरफेरोमीटर है इसमें हम मिरर का डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं इसका मतलब है हम डिस्टेंस डी चेंज कर सकते हैं और फिर एक पर्टिकुलर आर्डर के लिए पाथ डिफरेंस भी चेंज होगा अगर हम सेंटर में देखें यहाँ एम थ फ्रिंज है अब अगर पाथ डिफरेंस चेंज होता है तो सेंटर में आर्डर बदल जाएगा हम देखेंगे जैसे कि फ्रिंज सेंटर से अप्पियर हो रही हैं या सेंटर में कोलैप्स हो रही हैं इस फेनोमेनन को इस्तेमाल करते हुए हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और लाइट की वेवलेंग्थ निकाल सकते हैं और भी दूसरी चीजे हैं जो हम माईकलसन इंटरफेरोमीटर से कर सकते हैं यह बहुत उपयोगी इंटरफेरोमीटर है मैं यह एक्सपेरिमेंट लैब में दिखाऊंगा मुझे लगता है इतना बैकग्राउंड काफी है हम लैब में इंटरफेरेरने पर कोई भी एक्सपेरिमेंट करें उसे समझने लिए यह डिस्कशन सहायक होगा मैं यहाँ रुकता हूँ आपके अटेंशन के लिए धन्यवाद